फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 16 सर्किट एनालिसिस के तरीके जारी तो अगली प्रॉब्लम डीसी सर्किट के लिए जाने से पहले इतनी सारी समस्याओं को हल करने और देने के लिए है लेकिन यह डीसी सर्किट है इसलिए इसे हल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन सिंगल फेज में कब आएगा और 3 चरणों में एसी सर्किट उस समय उदाहरणों की संख्या कम होगी क्योंकि उनकी जटिल संख्या शामिल होगी तो यही कारण है लेकिन सभी लेकिन थिअरी लेकिन जो भी और अपनी थिअरीज और थ्योरम्स हैं फिर जो कुछ भी इस सभी थ्योरम्स को लागू कर रहे हैं वे बाद में देखेंगे तो यह सब कुछ इसी तरह से एसी सर्किटों पर लागू होता है लेकिन उस समय उदाहरण छोटे होंगे सॉरी उदाहरणों की संख्या कम होगी लेकिन डीसी सर्किट में प्रॉब्लम की टाइप्स को ऐसे दिखाया जा रहा है जिसमें कोई भ्रम या किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए तो आइए हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं स्लाइड समय देखें 0115 तो यह सर्किट इस तरह है तो यह अपना उदाहरण 12 है स्लाइड समय देखें 0123 इस प्रॉब्लम में यह पूछा गया है कि इसे होल्ड रखने के लिए कहा गया है कि पता लगाना है v1 यह नोड 1 v2 है जो नोड 2 है और फिर नोड 3 v3 ये 3 नोडल वोल्टेज है और फिर इस करंट i2 का पता लगाना है ये 4 राशियाँ हैं जिन्हें इस सर्किट के लिए हल करना है और यहाँ करंट दिया गया है i1 अन्य ब्रांच करंट नहीं दिए गए हैं लेकिन कुछ करंट मान लिया है और उसके अनुसार हल करना है उदाहरण के लिए मान लें कि यह ब्रांच i3 है तो इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और यह करंट i4 और यह करंट यदि i5 को उदाहरण के लिए लेते हैं क्योंकि बाद में कई उदाहरण हल हो गए हैं इसलिए बाद में वास्तव में सभी i3 i4 i5 में कुछ भी नहीं लिखा है कि प्रॉब्लम सीधे लिखी गई है लेकिन जब ऐसी चीजें बन जाएंगी तो सबसे पहले i1 क्या होगा इसे समझना होगा शुरुआत में इस रिफरेंस नोड के संबंध में किसी भी नोड वोल्टेज को बताया है यह ग्राउंड है तो रिफरेंस नोड वोल्टेज v 0 0 यह जानते हैं तो पहले हमारे v1 के लिए क्या कॉल एक्सप्रेशन का पता लगाना है बस समझ के लिए सर्किट को देखने के लिए किसी तरह की बात हो सकती है लेकिन अगर इसे अलग से वास्तव में इस v1 को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाएं इसका मतलब है मान लीजिए कि यह v1 है और यह यहाँ से यहाँ तक है यह यहाँ से यहाँ तक यह नेगेटिव है और यह हमारा पॉजिटिव है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं पहले इस तरह हमारे केबीएल लागू होते हैं तो हमारे केबीएल को इनकी तरह लागू करें केबीएल को इस तरह से लागू करें यदि कोई भ्रम हो तो एक अलग स्वच्छ सेम डायग्राम बना सकते हैं लेकिन अलग तरीके से यह है यह 12 वोल्ट का सोर्स है इसका मतलब यह है और यह वास्तव में 4 Ω रेजिस्टेंस है यह 4 Ω है इसका मतलब है यह एक और यह करंट i1 है और यहाँ यह अपना नोड 1 है इस बिंदु को इस बिंदु के बाद 4 1 यह अपना नोड 1 है इसलिए इस बिंदु को रिफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहा जाता है इसीलिए इसे यहाँ से यहाँ तक बनाया है तो यह वास्तव में अपना v1 है यह v1 है अब इस तरह से अप्लाई करें जो हमारा केवीएल है अप्लाई करें यह टर्मिनल पर एनकाउंटर कर रहा है तो 12 4 में i1 यह 4 है यह 4 इनटू i1 है और यह करंट i1 है तो v1 0 के बराबर है इसका मतलब है i1 करंट r 12 v1 4 से विभाजित होगा इसका मतलब है कि यह करंट यहाँ फिर से लिख रहा है तो i1 r 12 v1 बाइ 4 से यह i1 है तो पहले हमारे जिसे हम क्या कहते है अपना केसीएल को नोड 1 पर लागू करना होगा यह नोड 1 है इसलिए यदि i3 i3 i3 v1 v3 होगा और यह रजिस्टेंस 6 है तो यह v1 v3 बाइ 6 है यह है r i3 इस ब्रांच में i4 का मतलब यहाँ i4 के लिए है रजिस्टेंस 6 है इसलिए i4 r v1 v2 v1 v2 अपान 6 है तो इस नोड 1 पर इसे यहाँ i1 देखो डाल रहा हूँ यह आने वाली करंट है और i3 i4 आउटगोइंग करंट हैं i3 i4 यदि के केसीएल लागू होता है वास्तव में यह सब इस अभ्यास को अपने यहाँ बनाने पर इस तरह की चीजें समझ में आएंगी स्लाइड समय देखें 0549 इसका मतलब है कि यदि केसीएल को नोड 1 पर कॉल किया जाता है तो जो कुछ भी लिखा है वह 12 v1 अपान 4 यह v1 v3 होगा सीधे 6 द्वारा लिख सकते हैं यह करंट की डायरेक्शन है और यह डायरेक्शन जो भी i3 और i4 है तो यह i3 है और i4 वास्तव में r v1 v2 अपान 6 है तो यह अपना केसीएल है जिसे नोड 1 पर कॉल करते हैं स्लाइड समय देखें 0625 तो इसे साफ करें इसका मतलब है कि नोड 1 पर यह समीकरण 12 v1अपान 4 v1 v3 अपान 6 लिखा है सरलीकरण 7 v1 2 v2 2 v3 36 करने पर यह समीकरण 1 है इसी तरह उस अपने केसीएल को कॉल करें नोड 2 पर केसीएल यहां लागू होते हैं स्लाइड समय देखें 0653 तो इस करंट ने i4 के इस करंट को लिया और इस करंट ने i3 को ले लिया और इस i5 को ले लिया एक करंट सोर्स है 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है तो अगर लागू होता है तो इसे क्या कहते हैं और यह i1 i5 है एक और करंट यहाँ ले जा सकता है तो अगर यह करंट यहाँ i6 है तो नोड 2 पर हमारा केसीएल तो यह i4 इनकमिंग है इसलिए यह करंट आने वाली i4 है लेकिन अन्यकरंट कि i6 और i2 यह छोड़ रही है टर्मिनल r i6 i2 है तो क्योंकि लागू कर रहे हैं अपने केसीएल को नोड 2 पर तो इस मामले में इसलिए i4 r v1 v2 अपान 6 r i6 पर है कि यह ब्रांच करंट i6 है तो यह v2 v3 अपान 6 है यह हमारा ग्राउंड पोटेंशियल 0 है तो यह होगा और यह अपना है जिसे कॉल v2 0 12 से विभाजित किया गया है क्योंकि यह 12 Ω रेजिस्टेंस है तो यह अपना जिसे केसीएल कहते हैं अगर नोड 2 पर लागू करें तो यह स्पष्ट है इसलिए इसका मतलब है यह नोड 2 पर है यह समीकरण है तो v1 6 v2 अपान 6 v2 12 v2 v3 अपान 6 सरलीकरण पर 2 v1 5 v2 v2 मिलेगा जो 0 यह समीकरण 2 है स्लाइड समय देखें 0832 इसी तरह नोड 3 पर अगर नोड 3 पर आते हैं तो यह हमारा नोड 3 है इसलिए इसी तरहअपने KCL को लागू कर सकते हैं इसलिए यहां नीचे नहीं क्योंकि यह 2 एम्पीयर करंट प्रवेश कर रहा है स्लाइड समय देखें 0846 यह यह 2 एम्पीयर करंट नोड में प्रवेश कर रहा है और यह भी एक i2 r3 है जो यह i3 यहाँ प्रवेश कर रहा है और दूसरी बात यह है कि यह करंट i6 भी यहाँ प्रवेश कर रहा है और यह करंट i5 यह इस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो मूल रूप से यह 2 होगा क्योंकि टर्मिनल में प्रवेश करने वाले इस 2 एम्पीयर करंट में i3 है जो कि केसीएल में लागू होता है i6 r i5 नोड 3 पर इसका मतलब है पता है कि i3 r i6 अपान v1 v2 कहते हैं और i6 v2 v3 6 i5 r v3 अपान 12 क्योंकि यहां यह ग्राउंड पोटेंशियल पर है तो इसे रखो और इसे तदनुसार साफ़ करें यह एक मिल जाएगा यह अपना नोड 3 है इसलिए नोड 3 पर यह अपनी समीकरण 3 है तो सरलीकरण पर यह समीकरण 3 मिलेगा इसलिए समीकरण 1 2 और 3 को हल करें जिस तरह से क्रेमर्स नियम चाहते हैं या कुछ भी यहां मिलेगा स्लाइड समय देखें 1002 इस ax का उपयोग कर इस रूप में लिख सकते हैं कि कि r x v v1 v2 v3 इस समीकरण तो और इसे हल करें हालांकि क्रैमर रूल चाहिए स्लाइड समय देखें 1016 तो v1 12 वोल्ट मिलेगा v2 अपना 72बाइ 7 वोल्ट यह अपना v1 है बस इस पर होल्ड करो अपना v1 है यहअपना v2 72 बाइ 7 वोल्ट है और यहअ पना v3 है और करंट i1 12 v1 अपान 4 है तो मूल रूप से यह 0 एम्पीयर करंट है और यह पता लगाना है कि 4 Ω रेसिस्टर में डेसीपेटेड है जो कि 0 है और दूसरी बात यह है कि शेष 5 रेसिस्टर में अपना क्या है स्लाइड समय देखें 1054 तो शेष 5 रेसिस्टर में r है इस पर लिखा है कि अभी होल्ड करें तो यह 5 रेसिस्टर4 Ω 6 Ω 6 Ω 6 Ω हैं और एक ने बताया कि क्योंकि यह i1 करंट 0 हो रहा है i1 0 बनता जा रहा है यहाँ डेसीपेटेड 0 है तो i1 0 है इसलिए बाकी 1 2 3 4और 5 है 5 रजिस्टर हैं तो यह है और एक्सरसाइज के लिए लिखा है लेकिन थोड़ा भी करते हैं यह इस के लिए एक एक्सरसाइज शेष है 5 रजिस्टर में यह एक बहुत ही साधारण बात है मूल रूप से r के संदर्भ में करंट का पता लगाएं सामान्य रूप से सामान्य है कि v1 v2 जो कुछ भी आता है और स्क्वायर से गुणा किया जाता है अपनी उस ब्रांच को गुणा किया जाता है तो अंततः पाएंगे कि इस तरह से यह आ जाएगा तो यह एक्सरसाइज है और उत्तर 27 पॉइंट अथवा 4 2 वाट होगा तो वोल्ट 2 एम्पीयर करंट सोर्स के पार है 7 वोल्ट पर 96 भी और इसे साफ़ करें और 2 एम्पीयर करंट सोर्स से सप्लाई की जाती है यह 90 है तो v3 करंट सोर्स के एक्रॉस वोल्टेज है यह आर है क्योंकि अगर सर्किट में देखें कि यह v3 यह v3 यह वास्तव में यह वोल्टेज v3 है स्लाइड समय देखें 1236 तो सभी केवल करंट सोर्स द्वारा आपूर्ति की जाती है इसलिएइस अगले समस्या पर आते है यह अब नोडल एनालिसिस का उपयोग करके सर्किट के v1 v2 i1 i2 i3 और i4 को डिटरमाइन करना है जैसा कि फिगर 18 में दिखाया गया है तो यहाँ यह पता लगाना है कि r क्या है जिसे r i1 i2 i3 i4 और v1 और v2 कहते हैं तो सवाल यह है कि इसे कैसे हल किया जाए यह देखने के लिए कि एक वोल्टेज सोर्स है इसके बीच में 2 नॉन रिफरेंस नोड v1 v 2 है और एक रेजिस्टेंस भी यहां 2 Ω रेजिस्टेंस है आगे बढ़ने से पहले यह पता लगाना होगा कि पता लगाने के लिए पहले भी बताया है पहले यह पता लगाना है किअपना i r2 क्या है इसलिए यदि यह देखें कि यह रिफरेंस वोल्टेज है तो यह वोल्टेज किसी भी तरह से 0 v 0 0 है और यह अपना v1 है और यह r v2 है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज वास्तव में v1 यह वोल्टेज लेगा यह है और यह वोल्टेज यह एक और वोल्टेज है यह v2 है तो यह वोल्टेज v2 तो यह है यह है जिस तरह से लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि यह वोल्टेज वास्तव में v3 है इसलिए और 2 एम्पीयर करंट में प्रवेश कर रहा है तो करंट v3 इनटू 2 आपूर्ति की जाती है जो भी आता है तो यह स्पष्ट है तो यही कारण है कि यह 96 बाइ 7 इनटू 2 है इसलिए यहां 2742 वाट 22742 वाट दिखते हैं इसलिए यदि देखें कि यह सभी मौजूदा सोर्स द्वारा आपूर्ति की गई है क्योंकि सर्किट में i1 0 i1 0 इसका मतलब है वोल्टेज सोर्स द्वारा आपूर्ति की गई i1 में 12 है लेकिन i1 0 इसका मतलब है कि इस वोल्टेज सोर्स की आपूर्ति नहीं की जाती है इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्लाइड समय देखें 1334 तो सभी केवल करंट सोर्स द्वारा आपूर्ति की जाती है इसलिएइस अगले समस्या पर आते है यह अब नोडल एनालिसिस का उपयोग करके सर्किट के v1 v2 i1 i2 i3 और i4 को डिटरमाइन करना है जैसा कि फिगर 18 में दिखाया गया है तो यहाँ यह पता लगाना है कि r क्या है जिसे r i1 i2 i3 i4 और v1 और v2 कहते हैं तो सवाल यह है कि इसे कैसे हल किया जाए यह देखने के लिए कि एक वोल्टेज सोर्स है इसके बीच में 2 नॉन रिफरेंस नोड v1 v 2 है और एक रेजिस्टेंस भी यहां 2 Ω रेजिस्टेंस है आगे बढ़ने से पहले यह पता लगाना होगा कि पता लगाने के लिए पहले भी बताया है पहले यह पता लगाना है किअपना i r2 क्या है इसलिए यदि यह देखें कि यह रिफरेंस वोल्टेज है तो यह वोल्टेज किसी भी तरह से 0 v 0 0 है और यह अपना v1 है और यह r v2 है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज वास्तव में v1 यह वोल्टेज लेगा यह है और यह वोल्टेज यह एक और वोल्टेज है यह v2 है तो यह वोल्टेज v2 तो यह है यह है तो यह वोल्टेज वास्तव में v1 v2 है नोडल वोल्टेज हमारे रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिफरेंस में तो इस में पहले i2 का पता लगाना है यहाँ पहले केवीएल लागू करें तोहमने क्लॉक वाइज लिया है अथवा एंटीक्लाकवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर हमेशा सामान रहेगा तो अगर ऐसा करते हैं यदि ऐसा करते हैं तो इस तरह से देखें कि चीजें पहले कैसे आ रही हैं यह राम को यहां 2 इनटू i2 2 इनटू i2 बना देगा क्योंकि यह करंट i2 है यहां टर्मिनल यहां यह है तो यह v2 v2 है फिर यहां यह है यह इनकाउंटर कर रहा है v1 तो यह इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो फिर से क्लॉक वाइज इनकाउंटर करना पड़ रहा है टर्मिनल का सामना करना पड़ रहा है तो 32 0 इसका मतलब है यहाँ l के लिए लिख रहा हूँ इसका मतलब है 2 i2 v1 v2 32 होगा जो 2 i2 है इसका मतलब है कि i2 v1 v2 32 बाइ 2 यह i2 के लिए एक्सप्रेशन है पहले यह समझना होगा कि i2 क्या होगा इसलिए i2 v1 होगा जाहिर तौर पर इस तरह के उदाहरण के जोड़े भी जाने जाते हैं तो इससे पता चल सकता है कि भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है i2 एक्सप्रेशन क्योंकि i2 की जरूरत है क्योंकि नोड 1 पर KCL और नोड 2 पर KCL लागू होगा इसलिए i2 की आवश्यकता है तो यह i2 v1 v2 32 बाइ 2 के लिए एक्सप्रेशन है तो यह स्पष्ट है इसलिए इसका मतलब है कि अब अपने को लागू करना है जिसे हम कहते हैं केसीएल को नोड 1 में अपने केसीएल को नोड 1 पर अप्लाई करते हैं स्लाइड समय देखें 1646 तो 9 एम्पीयर यह 9 एम्पीयर करंट सोर्स है तो 9 एम्पीयर करंट यहां प्रवेश कर रहा है यह 9 एम्पीयर है अब नीचे i1i2 लिखा है तो मूल रूप से अगर यह 9 एम्पीयर करंट लागू होता है तो नोड में प्रवेश कर रहा है तो और अन्य यह i3 तो i2 और i1 सभी नोड छोड़ रहे हैं इसका मतलब है कि अगर यह लिखा जाए तो यह i1 i2 i3 9 होना चाहिए इसलिए क्योंकि यह 9 एम्पीयर लगा रहा है यह i1 में प्रवेश कर रहा है i2 i3 नोड 1 छोड़ रहा है इसका मतलब है i1 i2 इसलिए i1 i1 यह v1 है यह वोल्टेज ग्राउंड के रिफरेंस में 0 है इसलिए मूल रूप से i1 के लिए यहां लिख रहा है तो i1 r v1 अपान 5 यह v1 अपान है और फिर r i3 i3 इस तरह से बह रहा है यह v1 4 Ω है v1 यह v1 से v2 है 4 Ω रेजिस्टेंसजुड़ा हुआ है तोइसलिए मैं यहां लिख रहा हूं ri3 v1 v2 v1 v2 डिवाइडेड बाय 4 तो i2 e को बताएं फिर i1 i2 i3 सब कुछ डाल दें 9 के संदर्भ में यह पहला समीकरण होगा जिसे हम v1 और v2 कहते हैं तो यह स्पष्ट करते हैं स्लाइड समय देखें 1816 तो अगर ऐसा है तो यह हमारा नोड 1 और यह जिसे हम क्या कहते हैं यह हमारा समीकरण है यह समीकरण यह है कि समीकरण 9 इसलिए i2 v1 v2 32 बाइ 2 इसलिए अगर सरल करते हैं तो यह हमारा समीकरण है इसी तरह नोड 2 पर केसीएल लागू करें इसे स्पष्ट करें अब मैं थोड़ा धीमा हूं लेकिन बाद में यह जानना होगा कि गति में वृद्धि होगी अन्यथा होने पर समय प्राप्त करना मुश्किल होगा अब अगला नोड 2 है यह अपना है जिससे 4 एम्पीयर करंट इस नोड में प्रवेश कर रहा है स्लाइड समय देखें 1902 यह 4 है और उसके बाद अपना जिसे अपना केसीएल कहते हैं को लागू करें देखिए 4 और i2 i2 और 4 एम्पीयर यह दोनों नोड में कर रही है तो i2 4 यह 2 अब प्रवेश कर रहा है एक और i3 है जो इस करंट i3 में भी प्रवेश कर रहा है तो i3 यह i4 i4 छोड़ रहा है तो 4 i2 i3 i4 तो i3 को v1 v2 अपान v4 लिखा है और r i4 r i4 यह बस v2 0 अपान 10लिख सकता है मूल रूप से यह 0 अपान 10 है यह i4 है और r i2 एक्सप्रेशन पहले से ही v1 v2 32 बाइ 2 है तो सभी को सब्सीट्यूट करें तो यह चीजें मिल जाएगा स्लाइड समय देखें 2001 तो नोड 2 पर यह वह समीकरण है तो सरलीकरण के बाद 15 v1 17 v2 40 मिलेगा स्लाइड समय देखें 2014 और समीकरण 1 और 2 को हल करें क्योंकि केवल 2 अज्ञात v1 और v2 अगर हल v1 मिलेगा 50 वोल्ट v2 30 वोल्ट और i1 v1 बाइ 5 है तो i1 10 एम्पीयर i2 v1 v2 32 बाइ 2 को हल करें यह i2 6 एम्पीयर है इसका मतलब है कि करंट वास्तव में दूसरी डायरेक्शन में बह रहा है जो भी डायरेक्शन सर्किट में दिखाई देती है उसे दूसरी डायरेक्शन में तब i3 5 एम्पीयर और i 4 3 एम्पीयर में दिखाया जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है इसको हल करने के लिए वहाँ किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए जब भी यह भी मुश्किल समस्या सरल समस्या को प्राप्त करने के सभी चीजों पर विचार कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है स्लाइड समय देखें 2100 तो अगला है नोड वोल्टेज v1 v2 v3 v4 पता करना जिसकी सर्किट फिगर 19में दे रखी है तो v1 v2 v3 v4 का पता लगाना है सुनो यह वहाँ कुछ बात है कि थोड़ा करना है समस्या को हल करने से पहले समस्या को ध्यान से देखें कुछ भी करने से पहले यह वास्तव में एक कॉमन नोड है क्योंकि इसके मूल रूप से ये 2 एक साथ जुड़े हुए हैं यदि यह v3 है तो यह भी v3 है इसी तरह ये 2 नोड्स कॉमन नोड हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है और यह बिंदु समान है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है तो मूल रूप से यहां 4 का मतलब है यहां भी यह v4 है अगर यह नोड नंबर 4 है इसका मतलब यह भी 4 है एक और बात यह है कि एक इंटरमीडिएट बिंदु v2 भी यह पता लगाने के लिए कहा गया है तो v2 बाद में मूल रूप से यह देखना है कि मूल रूप से 3 नोड हैं कितने नोड्स हैं एक यहाँ पहली नज़र में है एक यहाँ है और दूसरा यहाँ v3 है एक और v4 है इन सभी चीजों पर केसीएल लागू होता है इसलिए तब इसे हल करने के बाद जब करंट दूसरी चीज़ का पता लगाते हैं तो आसानी से v2 की गणना कर सकते हैं जो देखेंगे तो मूल रूप से अगर ये नोड्स कॉमन हैं तो यह 2 एक कॉमन नोड है इसी तरह ये कॉमन नोड हैं जिन्हें पहले सर्किट को देखना समझना होगा और इसे हल कर सकते हैं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इस वायर में शामिल नहीं है और यहां भी यह स्पष्ट है और निश्चित रूप से यहां एक वोल्टेज सोर्स यहां है और यहां 1 करंट सोर्स है यहां एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी है तो इसे स्पष्ट करें ताकि हम अगले एक या लेखन पर जाएं फिर यहां वास्तव में क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया है तो यहाँ लिख रहे हैं कि केसीएल को नोड 1 पर लागू करें जैसे कि यदि 1 पर केसीएल को नोड पर लागू करें तो यह अपना ग्राउंड पोटेंशियल है बस इसे थोड़ा सा जोड़ने की उम्मीद है स्लाइड समय देखें 2300 तो अब i1 i2 का कोई प्रश्न नहीं लिखा जाता है इसलिए अगर गौर करें कि यह हमारा ग्राउंड पोटेंशियल है तो नोड 1 पर यह हमारा नोड है 1 इस बात को लागू करें तो एक यह है कि हमारा v1 r 2 पर है इसलिए यह करंट v1 अपान 2 इस करंट को छोड़ रही है यह 2 Ω प्रतिरोध है यह v1अपान 2 है एक और बात यह v1 और v3 है और यहाँ एक Ω प्रतिरोध है यह है यह जी 1 अप है लेकिन सर्किट नीचे लाएगा एक Ω प्रतिरोध होगा इसलिए यदि करंट यहाँ निकल रहा है तो यह होगा कि हमारा क्या है जो कि हमारा v1 v3 अपान 1 दूसरी करंट जा रही है इसी तरह पिछले एक की तरह यहां भी एक 6 Ω रेजिस्टेंस है और 140 वोल्ट सोर्स है इसलिए इस मामले में इसी तरह पता करें कि उदाहरण के लिए यह करंट क्या है अगर हम इस करंट को चालू करते हैं तो अगर यह स्पष्ट है तो यह एक साफ है तब यह आसान हो जाएगा स्लाइड समय देखें 2429 मान लीजिए कि यह करंट यह करंट है और यह ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है इसका मतलब है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज वास्तव में v1 है यह v1 है और इसी तरह यह वोल्टेज हमारा है और यह v3 है बस इसको पकड़िए इसका मतलब यह वोल्टेज यह वोल्टेज सोर्स है अब क्या करें केवीएल को क्लाक वाइज डायरेक्शन में में लागू करें यदि ऐसा करते हैं तो यह 6 इनटू i6 में हो जाएगा यह एनकाउंटर कर रहा है एक टर्मिनल के लिए जो कि r 40 है 40 v3 क्योंकि यह एनकाउंटर टर्मिनल v3 है तो यहाँ होगा v1 v1 0 इसका मतलब है कि r यह v1 40 होगा v3 को 6 से विभाजित किया जाता है तो यह सब इस करंट को चालू करता है और यह करंट टर्मिनल को छोड़ता है इस तरह v1 है जो 2 v1 v3 द्वारा 1 इसने लिया है v1 40 v3 अपान 6 कि यह 0 उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है तो यह स्पष्ट है तो इसी तरह नोड 3 और नोड 3 पर और सुनने के लिए नोड यहां नहीं है यह लागू नहीं होना चाहिए वास्तव में सिर्फ मध्यवर्ती बिंदु यह पूछा गया है कि यह v1 v3 है और v4 यह 3 नोड्स हैं इसी तरह v3 और v4 कृपया अपना जिसे केसीएल कहते हैं को लागू करें और फिर तदनुसार कृपया इसे हल करें तो सब कुछ समझाया स्लाइड समय देखें 2620 तो इसी तरह अगर नोड 3 और नोड 4 पर लिखते हैं तो इस समीकरण को प्राप्त करेंगे नोड 3 यदि लेखन को यह समीकरण मिलेगा और नोड 4 यदि एप्लीकेशन करें तो ये समीकरण प्राप्त करेंगे तो अंत में सरलीकरण पर यह एक समीकरण 1 है यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है इसलिए नोड 3 में नोड 4 लागू होगा केसीएल लागू करें सब कुछ समझ गए हैं और कृपया इसे करें इसलिए क्योंकि कई उदाहरण समान प्रकार और इसे लेने के तरीके अलग अलग हैं इसलिए इस तरह से इसे ले सकते हैं तो यदि इसे हल करते हैं यदि यह एक हल करता है तो हमारा v1 10 वोल्ट v3 20 वोल्ट और v4 15 वोल्ट मिलेगा स्लाइड समय देखें 2701 अंत में यह पता लगाना है कि अपना v3 v2 क्या है इसका पता लगाने के लिए कहा गया है इस v2 को यह पता लगाने के लिए कहा गया है तो अगर यह पता लगाने की कोशिश r v2 यह एक स्लाइड समय देखें 2728 तो v2 यह v2 है तो ले लो और यह r v3 है यह ग्राउंड पोटेंशियल है और इस तरह KVL ले लो तो यह होगा 40 क्योंकि यह है अगर क्लॉक वाइज टर्मिनल एनकाउंटर v3 r v2 v2 0 क्योंकि v2 इसलिए पता लगाना है इसलिए v2 r 40 v3 तो हमें लगता है कि v3 शायद 20 हो गया है तो यह 20 है तो यह है 20 वोल्ट कि v2 है तो यह स्पष्ट है तो यहाँ r v2 20 40 20 वोल्ट क्योंकि v2 को r मिला जो v3 को 20 वोल्ट मिला v3 को 20 वोल्ट मिला तो आखिरकार यह है 20 वोल्ट की उम्मीद ने समझा कि किसी भी बिंदु पर वोल्टेज की गणना कैसे की जाए तो r क्या है r r सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है मान लीजिए अगर यह माना जाता है कि यहाँ कुछ है तो इसे ये वोल्ट दिया जाता है या वो वोल्ट क्या कर सकता है समस्या में यह भी है कि यह 6 इस 6 एम्पीयर वर्तमान स्रोत 10 एम्पियर करंट सोर्स और यह 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स द्वारा आपूर्ति की जाती है तो पता करें कि प्रत्येक रजिस्टर में कितना और फिर अबजॉरब होता है फिर उस r को अबजॉरब करें आपूर्ति करें कि क्या यह सही है या नहीं यदि मिलान हो रहा है तो अपना उत्तर सही है अन्यथा कहीं न कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यह ऐसा करने के लिए एक एक्सरसाइज है तो इस नोड वोल्टेज एनालिसिस के साथ है अगले सर्किट एनालिसिस के लिए जाना जाएगा स्लाइड समय देखें 2937 तो मेश एनालिसिस सर्किट के रूप में मेश करंट का उपयोग करते हुए सर्किट का एनालिसिस करने के लिए एक सामान्य कार्यवाही आर है वास्तव में क्या नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस का उपयोग करते हैं यह वास्तव में r पर निर्भर करता है कि इसे क्या कहते हैं कहते हैं संभवतया अवलोकन में देखा गया है कि जहां समीकरण की संख्या कम होगी जैसे कि हमारी कंपटीशन संदर्भ समय 2959 कम होगा सर्किट वेरिएबल के रूप में सर्किट वेरिएबल का उपयोग कर सर्किट वेरिएबल के रूप में यह सुविधाजनक है और एक साथ हल किया जाना चाहिए कि समीकरणों की संख्या कम कर देता है तो एक लूप एक क्लोज पाथ है जिसमें कोई नोड नहीं है यह रेखांकित किया गया है एक लूप एक क्लोज पाथ जिसमें कोई नोड एक से अधिक बार कट नहीं हुआ है यदि मेष एक लूप है तो यह उसके भीतर किसी अन्य लूप को नहीं काटता है तो बाद में बताएंगे कि लूप क्या होता है कुछ समय के लिए हल्के में कहे तो मेष लूप होते हैं लेकिन थोड़ा अंतर होता है एक मेष स्वयं एक लूप है लेकिन एक लूप में अन्य लूप भी हो सकते हैं लेकिन जब भी मेष एक लूप होती है तो उसके अंदर कोई अन्य लूप नहीं हो सकता है लेकिन एक लूप में अन्य लूप हो सकते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे तो यही कारण है कि एक लूप एक क्लोज पाथ है है जिसमें एक से अधिक नोड नहीं गुजरता है यदि मेष एक लूप है तो इसके भीतर कोई अन्य लूप नहीं होता है तो यह थोड़ा अंतर है लूप और फिर नोड लूप और मेष है तो यह मेष है और यह लूप है इसलिए इसे साफ करें स्लाइड समय देखें 3110 तो दिए गए सर्किटनोडल एनालिसिस के लिए वास्तव में केसीएल लागू करते हैं अज्ञात वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जबकि मेष केवीएल लागू करते हैं तो नोडल एनालिसिस ने भी देखा है कि केसीएल लागू किया है अज्ञात करंट प्राप्त करने के लिए केवीएल के लिए मेष एनालिसिस जाना तो मेष एनालिसिस नोडलएनालिसिसके रूप में सामान्य नहीं है क्योंकि यह केवल सर्किट पर लागू होता है यह वास्तव में प्लेनर है जो वास्तव में एक सर्किट पर लागू होता है जो वास्तव में प्लेनरसर्किट है एक विमान में खींचे जा सकने वाले सर्किट को वास्तव में एक प्लेन में खींचा जा सकता है जिसमें एक दूसरे को पार करने वाली कोई शाखा नहीं होती है जिसे प्लेनर सर्किट कहा जाता है तो एक सर्किट इसे प्लेन में खींच सकता है और बिना शाखाओं के एक दूसरे को पार करने के लिए प्लेनर सर्किट कहा जाता है अन्यथा यह नॉन प्लेनर सर्किट मेष एनालिसिस लागू नहीं कर सकता है तो स्पष्ट है कि यह थोड़ा ऊपर ले जाएँ इसलिए सर्किट में बस एक मिनट तो है तो सर्किट हम जिसे क्या कहते हैं क्रॉसिंग ब्रांच होती हैं क्रॉसिंग ब्रांच हो सकती हैं लेकिन फिर भी अगर प्लानर अगर इसे फिर से तैयार किया जा सकता है तो इसकी कोई क्रॉसिंग ब्रांच नहीं हैं मान लीजिए कि ग्राफ दिया गया है यह ब्रांच को पार कर रहा है लेकिन क्या ऐसे में फिर से बनाया जा सकता है कि कोई क्रॉसिंग ब्रांच नहीं है तो सर्किट प्लेनर हो सकता है स्लाइड समय देखें 3238 इसलिए नोडल सर्किट को नोडल एनालिसिस का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन उन्हें यहां नहीं माना जाएगा यह लिखित पुस्तक है पुस्तक वास्तव में नहीं लिखी गई है यह वास्तव में इसे एक अध्याय के रूप में पढ़ा जाता है कुछ स्थानों पर यह एक पुस्तक है लेकिन पुस्तक है वहाँ पूरा नहीं हुआ इसलिए इसे एक अध्याय के रूप में पढ़ें एक पुस्तक के रूप में न मानें तो इस अध्याय में एनालिसिस पर विचार नहीं करेंगे स्लाइड समय देखें 3303 इसलिए समझने के उद्देश्य के लिए सिर्फ एक मिनट के लिए इसलिए किताबें नहीं लिखी जानी चाहिए कई जगह मिल सकती हैं लेकिन कृपया इसे एक अध्याय के रूप में पढ़ें समझने के उद्देश्य के लिए इन मार्गों पर विचार करना होगा स्लाइड समय देखें 3316 और फिर देखेंगे कि मेष और लूप के बीच में क्या अंतर है Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Problem प्रॉब्लम समस्या Theories थिअरीज सिद्धांत Typs टाइप्स प्रकार Circuit सर्किट परिपथ Hold होल्ड पकड़ना Reference node रिफरेंस नोड संदर्भ नोड Expression एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति Respect रिस्पेक्ट संबंध में Negative नेगेटिव नकारात्मक ऋण आत्मक Positive पॉजिटिव धनात्मक Current source करंट सोर्स धारा स्रोत incoming इनकमिंग आने वाली Dissipated डेसीपेटेड व्यय Exercise एक्सरसाइज अभ्यास across एक्रॉस भर में Configuration कॉन्फ़िगरेशन विन्यास Determine डिटरमाइन प्राप्त करें Divided by डिवाइडेड बाय भाग देना Practice प्रैक्टिस अभ्यास Absorb अबजॉरब अवशोषित Close path क्लोज पाथ बंद पथ